सुप्रभात आपका स्वागत है इंजीनियरिंग मीटरोलॉजी विषय में हमने अब तक चर्चा की है की इंजीनियरिंग मीटरोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स भाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है अब हम इस लैक्चर में चर्चा करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी DISTRIBUTION की हमने अपने अब तक की चर्चा में संक्षिप्त रूप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी दी है इस विषय में बहुत प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेटिस्टिक्स की तरह मीटरोलॉजी में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं परंतु मैं जिस विषय को यहां पर पढ़ाऊंगा वह है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ ओर डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे पोइजन बायनॉमिनल लोग्नोर्मल रेक्टेंगुलर त्रिअंगुलार और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इस लेक्चर में हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे और ज्यादा विचार करेंगे नॉर्मल बायनॉमिनल और चाई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर हम इस लेक्चर के अगले भाग में कुछ समस्याओं को भी सुन जाएंगे ताकि हम अपनी समझ को की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ओर ज्यादा बढ़ा सकें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था की प्रोबेबिलिटी डिसटीब्यूशन एक प्रकार से एक फंक्शन या टेबल या एक समीकरण होता है जो हमें किसी घटना के होने की फ्रीक्वेंसी और उसके परिणाम के मध्य संबंध बताता है तो किसी घटना की परिणाम क्या हो सकते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी है और यह परिणाम है तो ऐसा कितनी बार होगा कि कोई विशिष्ट घटना हो हमें इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता क्यों है हमें पॉइजन बायनॉमिनल लॉन्गनॉर्मल रैक्टेंगुलर ट्रायंगुलर इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या आवश्यकता है वास्तव मैं डिस्क्रीट डाटा और कंटीन्यूअस डाटा के डिस्क्रीट दृष्टिकोण को यहां पर आपके साथ चर्चा में लाऊंगा हालांकि यह कंटीन्यूअस बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जबकि दूसरी तरफ यह डिस्क्रीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं परंतु डिस्क्रीट डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला डिस्ट्रीब्यूशन अधिकतर पॉइजन और बायनॉमिनल होता है जबकि कंटीन्यूअस डाटा के लिए नॉर्मल का उपयोग होता है क्या होगा जब हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे हमारे पास विभिन्न प्रकार की गणना होंगी जैसे गो नो गो गेज इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम कैसे करेंगे कैसे हम लंबाई माप सकते हैं कैसे हम तापमान दबाव तथा स्ट्रेन फोर्स का माप ले सकते हैं ज्यादातर यह वैल्यूज कंटीन्यूअस स्टेट में पाई जाती हैं औद्योगिक मेज़रमेंट में कई बार मेजरमेंट कंटीन्यूअस तो कई बार यह कंटिन्यूज नहीं पाई जाती और हम ऐसे ही इन्हें ऊंचाई और लंबाई की तरह नहीं देख सकते जैसे कि गो और नो गो गेज में या तो गो होता है या नो गो होता है इसी प्रकार मैं यह कह सकता हूं की बनाई गई वस्तु स्वीकार्य है अथवा अस्वीकार्य है अर्थात यह तो वस्तु दोष हीन है या दोषपूर्ण है इनके मध्य और कुछ नहीं हो सकता यह बायनरी डाटा के तरह 0 या 1 होते हैं तो यहां किस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगी तो कहीं बार हमें इंटरवल को स्थाई मानना पड़ता है टाईम स्पेस और ऑब्जरवेशन स्पेस को भी स्थाई मानना पड़ता है जैसे कि 1 हफ्ते में कितने दोषपूर्ण वस्तुओं का निर्माण हुआ या यह कहें कि 1 घंटे में कितनी दोषपूर्ण वस्तुओं का निर्माण हुआ ऐसे ही प्रति घंटे कितने वस्तुएं अथवा यह कहें की प्रति 20 वस्तुओं के ऊपर कितनी वस्तुएं दोष कौन हैं इस मामले में डिस्ट्रीब्यूशन टाईम स्पेस में स्थाई है कई बार हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं होता जिस कारण हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तब हम इस तरह के डाटा को लैक ऑफ नॉलेज अथवा लैक ऑफ़ इनफॉरमेशन कहते हैं इस केस में हम यूनिफॉर्म अथवा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन चुनने के समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जरूरत इस पर निर्भर है कि हमारे पास किस तरह की ऑब्जरवेशन हैं को समझते हैं जो है पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर सभी घटनाएं वक्त में अनियमित हैं P प्रोबेबिलिटी हैं की घटना टाइम t में हुई है लेमड़ा यहां X के लिए है तो पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इंटरवल में पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार 012 हो सकता है मान लीजिए जो मशीन हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ नॉइस या चैटर होता है तो यह कितनी बार होगा की नॉइस की वैल्यू अपने चरम पर होगी कितनी बार मशीन में गड़बड़ी होगी हमारे पास इसके कई उदाहरण है परंतु बात यह है कि यहां इंटरवल स्पेस स्थाई है यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करना चाहूंगा यहां घटनाओं की संख्याओं का औसत लेमड़ा है तो मैं लेमड़ा को घटना की दर कह सकता हूं इसे रेट पैरामीटर कहते हैं अगर हमें दिए गए इंटरवल में k घटनाओं को देखना है तुझे कुछ इस तरह होगा ये पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन है पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रथम उपयोगिता है कि हम यह ज्ञात करें की घोड़े से गिरने पर कितने सैनिक अघात होते हैं यह एक उदाहरण है इसी प्रकार 1 महीने में कितने अपराध होते हैं यह भी इसका उदाहरण हो सकता है मैं कुछ और उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं जैसे कि एक सर्विस सेंटर पर कितने लोग आते हैं और 1 घंटे में कितनी गाड़ियों की सर्विस की जाती है एक मशीन द्वारा 1 दिन में कितने दोषपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता है इसी प्रकार एक क्लीनिक में कितने मरीज 1 घंटे में आते हैं इन सभी उदाहरणों में एक दिन अथवा एक घंटे में एक निश्चित संख्या पर काम होता है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं यहां पर पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न प्रकार के आकार ले सकता है यह लेमड़ा की वैल्यू पर निर्भर करता है अगर लेमदा की वैल्यू छोटी होती है तो पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्क्यूड होगा क्योंकि लेमड़ा यहां 1 है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा हमने स्केव्नेस्स को पढ़ा था और हम इसे विस्तार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते समय समझेंगे यह कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि लेमड़ा यहां 1 है अगर इस की वैल्यू एक से ज्यादा होती है मान लीजिए की लगभग 4 तो क्योंकि लामबड़ 4 के बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का दिखाई देगा वास्तव में मैं यहां k को प्रदर्शित कर रहा हूं मैं इसे 20 में से ले रहा हूं क्योंकि यह 20 में शून्य है तो लेमड़ा 4 के बराबर है या इससे भी बड़ा हो सकता है जैसे कि 10 तो यह कुछ यहां पर होगा यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ समीप होगा यह पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषता या व्यवहार कहा जा सकता है क्योंकि हम जिसके बारे में यहां चिंतन कर रहे हैं वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अथवा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो एक निश्चित मेजरमेंट की संख्याओं की औसत कितनी होगी और क्या यह संपूर्ण को दर्शा पाएगी यहां हमें परिवर्तन को देखना होगा और यह जानना होगा कि क्या यह संपूर्ण आबादी की सहनशीलता को दर्शाता है और ये परिणाम कितने कारगर है अर्थात हमें कितने प्रयोग करने होंगे इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए जैसे कि मुझे हजार प्रयोग करने होंगे या कुछ और अगर हमारे पास एक सीमित सैंपल है तो उस सैंपल में कितने दोषपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता है जिन्हें हम उठा सकते हैं इस तरह के उदाहरण के लिए हमारे पास विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन है हम 8 घंटे 10 घंटे आदि ले सकते हैं मान लीजिए 1 घंटे में पांच दोष दो दोष प्रति घंटे तीन दोष प्रति घंटा कुछ इस प्रकार से हम सैंपल से उठा लेते हैं परंतु आबादी की संभावना का वितरण पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है अब इस आबादी में हमारा नमूना इतना ठीक बैठता है और कर्व फिटिंग कितनी अच्छे से होती है अगर आप यह जानते हैं तो विशिष्ट समय में होने वाली घटनाओं के लिए पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन उपयुक्त है जब अंतराल तय हो गया हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन मानदंडों के आधार पर चुना जा सकता है तो मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर देता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य या एकल प्रतिनिधि मूल्य का उद्देश्य मापे हुए डाटा का औसत बताना है तो हमें यह पता होना चाहिए नंबर 1 की एकल प्रतिनिधि मूल्य के लक्ष्य मूल्य के समीप होना चाहिए फिर एकल प्रतिनिधि मूल्य हमें डाटा सेट में मापने में विभिन्त प्रदान करेगा तीसरा उद्देश्य यह है कि हम डाटा सेट की औसत जोकि ट्रू एवरेज वैल्यू को दर्शाता है को ज्ञात करें तो सैंपल की औसत ट्रू औसत को कितना दर्शाती है हमें एक ऐसा इंटरवल बनाना होगा जिसमें आबादी की ट्री औसत वैल्यू आती हो और यह इंटरवल रेंडम एरर की संभावित रेंज होगी और इसे हम रेंडम उनसेरटेनिटी कहेंगे इन सबके लिए हमें इन पर काम करना होगा और मैंने आपको पोईजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग और इस्तेमाल बता दिया है अब हम बात करेंगे बिनोमीयल डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जब संख्या घटनाओं के साथ N स्वतंत्र परीक्षणों के दौरान एक विशेष परिणाम देती है किसी भी परिणाम P की संभावना समान है सटीक k सफलता पाने की संभावना तब रेंडम वेरिएबल X n की संख्या के साथ बिनोमीयल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है और घटना की सफलता के रूप में n संभावना है तो k स्पष्ट सफलता की संभावना यह है उद्योग में यह है संभव नहीं होता की हम गुणवत्ता को माप सकें इसलिए यह कहा जाता है की गुणवत्ता संतोषजनक है या नहीं हम इस्तेमाल करते हैं गो नो गो गेज दोषपूर्ण या दोषपूर्ण रहित हमें सिर्फ मात्रा निर्धारित नहीं करनी होती यदि मैं यहां यह ले रहा है तो हर समय माप जो कि हमें लेने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए इस दिनांक पर लिए गए माप विशिष्ट मान हो सकते हैं अगर हम यह कह रहे हैं की यह सफलता यह सफलता है तो यह शब्द बहुत आमतौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सफलता को हम दोष रहित स्वीकार कर सकते हैं तो इस प्रकार का डाटा हम बिनोमियल डिसटीब्यूशन में इस्तेमाल करते हैं इस मामले में हम गुणवता को माप सकते है परन्तु हमारे पास इतना वक़्त नहीं है की हम उसको मापना चाहू मैं कह सकता हूँ संसाधन कभी कभी सीमित होता है और हमें केवल यह कहने की आवश्यकता होती है कि हां या नहीं तो जैसे जो और नो जो गेज है इनको हम गुण कह सकते है तो यह वास्तव में निरीक्षण प्रकार की विशेषताओं में सबसे अधिक लागू है माप द्वारा निरीक्षण को चर निरीक्षण के रूप में जाना जाता है जो कि एक विशेषता है हम इसे कंट्रोल चार्ट में करेंगे मैं यहाँ बस एक संक्षिप्त विचार दे रहा हूं कि विशेषता निरीक्षण क्या है जब हम गुणात्मक डेटा के बारे में बात करते हैं अर्थात निरीक्षण गुण होता है और जब हम मात्रात्मक डेटा की बात करते है तो यह वेरिएबल निरीक्षण होता है तो बिनोमिअल डेटा वास्तव में बिनोमिअल और पोइजन से पहले कहा जाता है इसलिए इनका उपयोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है एक और शब्द है जो बिनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही है जो कि है इसे दोषपूर्ण या अनुपात दोषपूर्ण अब हम फ्रॅक्शन डिफेक्टिव पर प्रकाश डालूगा इस के साथ साथ अगर पुरे कुल उत्पादन में कुछ अंश दोषपूर्ण होता है इस पर भी मैं प्रकाश डालूगा मान लेते है फ्रॅक्शन डिफेक्टिव 002 है इस का मतलब 100 में से 2 वस्तु डिफेक्टिव है अब यह माना जाता है कि उत्पादन बड़ी संख्या में और बहुत दिन चलता है और कुल उत्पादन दिन का उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है कुल उत्पादन जो अब एक महीने में होता है तो यह 2 है 100 में से सिर्फ एक छोटी संख्या है इस सैंपल का अकार 100 है जिसमे से 2 दोषपूर्ण है और 98 दोषरहित है

X रेंडम वेरिएबल मीन है सिगमा स्टैंडर्ड डेविएशन है आदि I हमें यह नोट करना होगा कि यहां और पाई दोनों ही स्थिर है I अगर आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं जैसे कि लंबाई ऊंचाई या वजन मापना आदि तो आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा के समान देखता होगा I एक सीमित संख्या के लिए मैं मान लेता हूं कि X मेरा वेरिएबल है और यह जीरो से इंफिनिटी तक है I परंतु मैं बात कर रहा हूं 0 से 25 तक I इसलिए मेरे पास विभिन्न रंग है और विभिन्न तरह के स्क्यूनेस के स्तर भी हैं जो परिवर्तन पर निर्भर करते हैं I मैं यहां मीन को 0 लेता हूं और सिग्मा की वैल्यू को 1 I तो पहले ही इस तरह होगा I दोबारा यह पॉजिटिवली स्क्यूड और ज्यादा स्क्यूड है I तो वास्तव में क्या हो रहा है यह समझने के लिए हमें गेज ब्लॉक को कैलिब्रेट करना होगा जिससे हमें लक्षित की गई लंबाई मिल सके I अगर मैं पूरे सैंपल को लेता हूं तो क्या होगा

मान लीजिए कि मैंने थर्मोस्टेट कंट्रोलर को 30 डिग्री पर लगाया है और मैं कुल 10 वैल्यू लेता हूं जो कि इस प्रकार हैं पहले 29 30 31 32 28 30 30 30 I आप यहां देख सकते हैं कि अधिकतर 30 ही इन सभी वैल्यूज में बार बार दौराई जा रही है I अगर आप यह देखें की न्यूनतम वैल्यू यहां 28 है तो अधिकतम वैल्यू यहां 32 है और मोड यहां 30 है I तो इसलिए इस मामले में हम ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कर सकते हैं जब हमें मोड का पता हो I कई समय हमें मोड का पता नहीं होता तब हम रैक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं I तो यह कैसे निश्चित हो कि हम ट्रायंगुलर अथवा रैक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करेंगे I चलिए दोनों में तुलना करते हैं I तुलना करने से पहले मैं एक शब्द अनसर्टेंटी कंट्रीब्यूटर से आपका परिचय कराना चाहूंगा I यह क्या होता है

हमने कुछ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा की थी I उसके बाद हमने चर्चा मैं कुछ कंटीन्यूअस प्रॉपर्टी डिसटीब्यूशन भी शामिल किए थे I हमने लॉगकी भी चर्चा की है साथ ही साथ हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी विस्तार से समझा I हमने इनसे जुड़ी कुछ समस्याएं भी हल करने का प्रयास किया I तो अब हम अपने आगामी लेक्चर में इस विषय को आगे और समझेंगे I